पिछले व्याख्यान में हमने प्रमुख तकनीकों को देखा है जो कि IoT या IIoT का मुख्य भाग हैं जो है सेंसिंग के लिए किया जाता है तो कनेक्टिविटी सामान्य रूप से IIoT सेवा में भी लागू होती है कुछ संचार प्रोटोकॉल हैं जो आमतौर पर IoT के लिए उपयोग किए जाते हैं पहले वाला IEEE 802154 मानक 802154 IEEE मानक का भारी उपयोग IoT में कनेक्टिविटी प्रयोजनों में भेजना पड़ता है जोकि किसी प्रकार का एक्चुएशन करेगा जो एक कमरे की रोशनी को चालू करेगा एक लैपटॉप के लिए मानक है IEEE 802154 मूलतः एक फ्रेमवर्क किस तरह से काम में लिए जाएगी फिजिकल परत में PDU उन्हें भेजा जाना है और फ़्रेम के प्रवाह को बनाए रखा जाना है IEEE 802154 मानक तय करती है DSSS प्रत्यक्ष अनुक्रम स्प्रेड स्पेक्ट्रम कोडिंग होता है इसलिए DSSS एक तरह का एन्कोडिंग करता है पहला बीपीएसके मॉड्यूलेशन ज्यादा होती है

DSSS एक मानक है जो शोर से भेजना है वह यह तक अवश्य पहुंचेगा इन 802154 की कुछ विशेषताएं के उत्पादन या उपयोग करने की आवश्यकता होती है लो ड्यूटी साइकिल का मतलब है कि सेंसर समय की एक कम अवधि के लिए सक्रिय टोपोलॉजी IEEE 802154 का मूल संस्करण 868 915 मेगाहर्ट्ज़ और 24 गीगाहर्ट्ज़ के लिए तय की गईं 2006 में अगला संस्करण आया जो कि 802154b के रूप में लोकप्रिय है जो पिछला संस्करण की तुलना में उच्च डेटा दरों की पेशकश करते हैं हमारे पास अगला है 802154a जो रेंज क्षमता बढ़ाने की बात करता है फिर आया 802154c जो चीन में कनेक्टिविटी और संचार डेटा दर के साथ डाटा भेजने के लिए करता है IEEE 802154d जापान में 980 मेगाहर्ट्ज़ बैंड संचार प्रदान करता है और यह GFSK तथा BPSK का प्रयोग विभिन्न डेटा दर के साथ करता है ई संस्करण आदि उपयोग के लिए है तो ये 802154 के विभिन्न प्रकार हैं ZigBee प्रोटोकॉल जैसे विभिन्न प्रोटोकॉल हैं जो मुख्य रूप से 802154 पर आधारित हैं ZigBee प्रोटोकॉल मध्यम श्रेणी को सक्षम करता है ZigBee तीन आवृत्तियों में संचालन करता है 868 मेगाहर्ट्ज़ 902 से 928 मेगाहर्ट्ज़ और 24 गीगाहर्ट्ज़ ZigBee में निचले आवृत्ति बैंड BPSK का उपयोग करते हैं 24 गीगाहर्ट्ज़ बैंड OQPSK ऑफसेट QPSK का उपयोग करता है और फिर डेटा स्थानांतरण 128 बाइट्स है लगभग 10 से 70 मीटर है ZigBee मूल रूप से रिलेइंग का समर्थन करता है जिससे संचार की सीमा बढ़ाई जा सकती है ZigBee 1 मेगावाट प्रति ZigBee मॉड्यूल के आसपास कम ऊर्जा पर संचार प्रदान करता है और इसमें विभिन्न विशेषताएं हैं जैसे कि अनुकूलित ड्यूटी साइकिल का समर्थन करता है ZigBee प्रोटोकॉल तीन प्रकार के नोड्स को परिभाषित करता है समन्वयक नोड उपकरण डेटा के प्राप्तकर्ता जो राउटिंग में योगदान नहीं करते हैं स्टार टोपोलॉजी का उपयोग किया गया है और एक समन्वयक है शून्य या अधिक एंड उपकरणों को संभाले रखता है क्लस्टर ट्री से जुड़ा हुआ है पूरा नेटवर्क की शुरुआत करता है ZigBee मानक दो रूप में आता है रेगुलर ज़िगबी की जानकारी देता है ZigBee तो बेहतर सुरक्षा प्रदान कई राउटिंग तकनीकों का इस्तेमाल कर बेहतर प्रदर्शन करता है ज़िगबी तक है 6LoWPAN आप जरूर सोच रहे हो यहां 6 क्या है यह 6 IPv6 में 6 अक्षर के लिए है 6LoWPAN वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क पर IPv6 का उपयोग के बारे में है पर्सनल एरिया नेटवर्क जोकि वायरलेस है और कम ऊर्जा लेता है यह अनुकूलित 6LoWPAN लो पावर लॉसी नेटवर्क का प्रयोग करता है 6LoWPAN डेटा प्रारूप को 802154 लोअर लेयर सिस्टम की अनुमति है 127 बाइट्स इसलिए एक बड़ा बेमेल है 1280 IPv6 और 802154 द्वारा केवल 127 बाइट्स अनुमत है इसे एक लेयर की मदद से हासिल किया जा सकता है जिसे एडेप्टेशन परत की सहायता से राउटिंग की जाती है इसलिए IEEE 802154 फ्रेम पर कई छोटे टुकड़े के रूप में प्रसारित किया जाता है IPv6 6LoWPAN प्रोटोकॉल का ध्यान रखेगा एडेप्टेशन परत विखंडन एवं रीअसेंबली दोनों का ध्यान रखती है हेडर कंप्रेशन का उपयोग 6LoWPAN में नहीं किया जाता है डेटा लिंक लेयर रूटिंग को दो योजनाओं में वर्गीकृत किया गया है एक है मैष का उपयोग किया जाता है भौतिक परत फिर मैक परत अनुकूलन परत जो 6LWPAN है नेटवर्क परत ट्रांसपोर्ट परत और एप्लीकेशन परत लगाई जाती है इस राउटिंग में मेष में अंतर अनुकूलन परत में किया जाता है एक और प्रोटोकॉल जो वायरलेस HART प्रोटोकॉल है विशेष रूप से औद्योगिक अनुप्रयोग है और यह IEEE 802154 मानक पर आधारित है यह लगभग 250 kbps तक डेटा दरों का उपयोग करके 24 गीगाहर्ट्ज़ आईएसएम बैंड का उपयोग लगातार नहीं किया जाए वायरलेस HART की विशेषताएं है कि यह IEEE 802154 पर आधारित DSSS का उपयोग करती है हर बार जब पैकेट भेजा जाता है तो वायरलेस HART प्रोटोकॉल चैनल hopping का अनुसरण के आसपास होती है अन्य विशेषताएं जैसे अनुमत पेलोड के समूहीकृत रूप में जाना जाता है यह सुपर फ्रेम कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है उपकरण सुपर फ्रेम टोपोलोजी को इस्तेमाल करता है यह वायरलेस हार्ट के लिए बहुत आकर्षक हैं यह IEEE 802154 मानक पर आधारित है और यह औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए एक बहुत ही आकर्षक प्रोटोकॉल है यदि आप वायरलेस HART और अन्य प्रोटोकॉल और मानक 802154 के बारे में और अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं यह उनसे संबंधित कुछ संदर्भ हैं यह व्याख्यान आपको केवल इन प्रोटोकॉल से परिचित कराता है लेकिन आपके लिए इनकी इतनी समझ आगे के व्याख्यानो के लिए काफी है परंतु अगर आपको इनकी गहराई से समझ की जरूरत है तो ये कुछ ऐसे संदर्भ सूचीबद्ध हैं जिनसे आप आगे विस्तार से समझ सकते हैं धन्यवाद